हैलो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने ट्रिपल इंटीग्रल के साथ शुरुआत की थी और हमने मूल परिभाषा और ट्रिपल इंटीग्रल की अवधारणा को भी देखा हमने एक उदाहरण के साथ भी शुरुआत की जो थोड़ा लंबा हो गया हमने सोचा कि इसे बीच में क्यों रोका जाए तो हम इसी तरह के उदाहरण के साथ जारी रखेंगे और हम इस लेक्चर में इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर हम ट्रिपल इंटीग्रल से प्रेरित कुछ और उदाहरणों पर भी गौर करेंगे तो हम इस उदाहरण के साथ शुरुआत करते हैं इवेल्यूट जोकि वोल्यूम एलेमेंट है जो इस क्षेत्र के लिए दिया गया है तो यह मूल रूप से रीज़न ऑफ इंटिग्रेशन था यहां से हमने z के लिए रेंज प्राप्त की तो जाहिर है कि z 0 से 1 x − 𝑦 है क्योंकि हमने उन सभी बिंदुओं को लिया है जो z अक्ष के धनात्मक पक्ष पर हैं इसी तरह y 0 से 1 x होगा क्योंकि हमने फिर से उन बिंदुओं से शुरू किया है जो y अक्ष के धनात्मक पक्ष पर हैं और इसी तरह x 0 से 1 तक होगा क्योंकि हम उन सभी बिंदुओं को ले रहे हैं जो x अक्ष के धनात्मक पक्ष पर हैं अब यहाँ से हमारे पास लिमिट हैं तो हम इन वैल्यू को रीज़न ऑफ इंटिग्रेशन के लिए प्र्तिस्थापित कर सकते हैं यहां E लिखना बेहतर है केवल यह संकेत देने के लिए कि हम एक रीज़न के बारे में बात कर रहे हैं अब हमने लिमिट प्रतिस्थापित कर दी हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और फिर हम एक एक करके इंटेग्रेट करेंगे सबसे पहले हम वेरियेबल z के लिए इंटेग्रेट करेंगे तो आइये वेरियेबल z के प्रति इंटेग्रेशन के साथ शुरू करते हैं जोकि है तो जब हम इस इंटेग्रेंड को z के प्रति इंटेग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि x और y दोनों को यहां कोंस्टेंट माना जाता है क्योंकि इस एलीमेंट dz में कोई x और y वेरियेबल शामिल नहीं है इसलिए इसका मतलब है कि हम x y और 1 को यहां एक कोंस्टेंट ले रहे हैं और फिर यह निश्चित रूप से इंटीग्रेबल है इसलिए ऐसे इंटेगरल के लिए हम जानते हैं कि कैसे इंटेग्रेशन करें इसलिए यह हो जाएगा तो यह इस इंटेगरल का इंटेग्रेशन होगा इस प्रकार यह हो जाएगा और अब हम वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं तो जब z 1 − 𝑥 y है तो यह 2 होगा यहाँ 8 माइनस जब z 0 है तो यह है अब हम केवल y के प्रति इंटेग्रेट करते हैं तो फिर से जब हम y के प्रति इंटेग्रेट करते हैं तो x को कोंस्टंट माना जाएगा और 1 और 8 को भी कोंस्टंट माना जाता है तो अब हम इंटेग्रेटintegrate करते हैं इसके बाद यह होगा और फिर हम वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं जिससे यह होगा अब हम सरल करने के बाद प्राप्त करेंगे जोकि 0 से 1 पर फंकशन के इंटेग्रल की वैल्यू है यहां हम की गणना द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए करते है इसलिए यह होगा और फिर हम एक्स के प्रति इंटेग्रेट करते हैं इस तरह यह इंटिग्र्ल का मूल्यांकन करने के लिए काफी आसान है इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह से इंटिग्र्ल कर सकते हैं क्योंकि यह एक एलजेबरिक एक्सप्रेशन है और फिर इंटिग्र्ल करने के बाद आप इस तरह से एक परिणाम प्राप्त करेंगे और फिर हम वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं और इसका परिणाम 3160 होगा तो यह इस रीज़न पर इंटिग्र्ल की वैल्यू है तो यहाँ पहले हमें वेरिएबल x y और z के लिए रेंज का पता लगाना था और फिर सबसे पहले z के प्रति और उसके बाद y के प्रति तथा अंत मैं तीसरे नंबर पे x के प्रति इंटेग्रेट किया यह क्रम अधिकांश लोगों द्वारा पसंद किया जाता है वे शुरू में z और फिर y और फिर x के प्रति इंटेग्रेट करने का प्रयास करते हैं अब हम आपकी सुविधा के लिए ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ और उदाहरणों पर काम करेंगे तो आइए हम अपने दूसरे उदाहरण पर चलें तो दूसरा उदाहरण है इवेल्यूट ओवर स्फेयर अब हमें यहां इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करना हैयहाँ पर यह मूल रूप से इंटेग्रांड है और यह रीज़न E के ऊपर है और यह रीज़न E मूल रूप से स्फेयर है जो एक बौंडेड डोमेन है जब a एक फ़ाईनाइट वैल्यू है और अगर हम इस स्फेयर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैं वास्तव में ड्रोविंग मैं अच्छा नहीं हूं तो यह मूल 0 y z और x है और यह त्रिज्या a है और यह आयताकार I है यह रीज़न E है जहां हमें इंटीग्रल करना है अब इस रीज़न में अगर हम प्र्तिस्थापित करते हैं तो आइये रखें इसलिए यदि हम लेते हैं तो यह इसे मैं बदल देगा अब वेरियेबल के परिवर्तन करने के लिए हमै जैकोबियन की गणना करनी है तो दो वेरियेबलके फंकशन के लिए जेकोबियन इस प्रकार दिया गया है तो यह दो वेरियेबलके फंकशन के लिए था अब यदि आप तीन वेरियेबलके फंकशन के लिए जैकबियन चाहते हैं तो उस स्थिति में हम लिखते हैं तो इस प्रकार इंटेग्रल मे एक वेरियेबलके फंकशन को दूसरे वेरियेबलके फंकशन में परिवर्तित करने का यह एक मानक तरीका है और यह करने के लिए हमें जैकबियन की गणना करने की आवश्यकता है जोकि है अब यहाँ u मूल रूप से r v मूल रूप से 𝜃 है और z मूल रूप से 𝜑 है इसलिए यदि हम x y और z को r 𝜃 𝜑 के प्रति डिफरेंसियेट करते हैं तो हम इस पूरे डेटेर्मिनांट की गणना कर सकते हैं और इसका परिणाम होगा तो यह बहुत आसान है इसलिए मैं इसे स्टूडेंट्स के लिए छोड़ता हूं तो हम प्राप्त करेंगे और इसलिए मैं इंटेग्रल को लिख सकता हूँ यदि मैं इस इंटेग्रल को पोलर में बदल देता हूं तो उस स्थिति में यह r 0 से a तक चलता है क्योंकि यह वेरियेबल r या त्रिज्या के लिए रेंज है और थीटा 0 से 𝜋 तक है और फाई 0 से 2𝜋 तक चलेगा और यह होगा इसलिए अगर मैं रखता हूं तो यह होगा और इसी तरह यह y के लिए होगा और फिर z होगा यहाँ हम उन सभी चीजों को प्रतिस्थापित करते हैं और फिर यह मिलता है और फिर यह होगा और फिर यह पूरा इस इंटेग्रल मैं बदल जाएगा यहां भी यही बात है और अब हम पहले 𝜑 के प्रति इंटेग्रेट करते हैं तो हम 𝜑 के प्रति इंटेग्रेट करते हैं और फिर यह होगा और 𝜑 का मान 2𝜋 होगा मैं उस 2𝜋 को बाहर ले जा रहा हूं और फिर यहां हमारे पास होगा अब हम पहले 𝜃 के प्रति इंटेग्रेट करेंगे और तब यह हो जाएगा यहाँ हम r को 0 से a तक लेते हैं जब हम 𝜃 के प्रति इंटेग्रेट करते हैं तो यह होगा हमारे पास होगा और जब हम 𝜃 के प्रति इंटेग्रेट करते हैं तो यह होगा जो 0 से 𝜋 तक होगा और 𝑐𝑜𝑠𝜃 जब 𝜃 𝜋 है तब 𝑐𝑜𝑠𝜋 −1 होगा तब यह एक 1 होगा और यह cos0 होगा तो cos0 1 है और फिर माइनस माइनस प्लस तो यह फिर होगा और जब हम इसे इंटेग्रेट करते हैं तो यह होगा तो यह होगा तो यह ट्रिपल इंटेग्रल के लिए उत्तर है जो हमने शुरू किया था और हम यह देख सकते हैं कि यहां हमें एक बाउंडेड रीज़न दिया गया था तो उस बाउंडेड रीज़न से स्फेरिकल पोलर कोओर्डिनट सिस्टम का उपयोग करना भी बहुत सुविधाजनक है तो हमारे पास मूल रूप से एक स्फेयर है और इस स्फेयर के लिए हम इस स्फेरिकल पोलर कोओर्डिनट के प्रतिस्थापन का उपयोग कर सकते हैं जोकि तथा है निश्चित रूप से यह बिंदु स्फेयर पर स्थित है अब हम प्र्तिस्थापित करते हैं ताकि हम जेकोबियन की गणना कर सकें और जब हमारे पास जेकोबियन वैल्यू हो तो हम वेरियेबल परिवर्तन या ट्रान्सफॉरमेसन कर सकते हैं और वेरियेबल को बदलकर हमें नए वेरियेबल dr d𝜃 d𝜑 मिलते हैं और फिर यहाँ आपके पास एक जेकोबियन J होगा अब सिर्फ जेकोबियन का मान रख दो इसके बाद पहले 𝜑 के प्रति इंटेग्रेट करें फिर 𝜃 के प्रति और फिर r के प्रति और वह हमारा अंतिम उत्तर होगा और यह वह एरिया है जोकि बौंडेड है यह उस रीज़न या स्फेयर में दिए गए इंटीग्रैंड की वैल्यू को सेट करने का तरीका है तो यह ट्रिपल इंटीग्रल का एक उदाहरण था इसी तरह हमारे पास उदाहरण के प्रकार भी हो सकते हैं जैसे कि हम उदाहरण 3 देखते हैं इवेल्यूट यहाँ V एक स्फेयर है अब यहाँ फिर से हमें एक स्फेयर दिया गया है जोकि एक बौंडेड स्फेयर है तो यहाँ हमारे पास एक बौंडेड रीज़न है और हमें यह इंटेग्रल इवेल्यूट करना है यहाँ इंटीग्रल I है और जाहिर है वी एक बाउंडेड रीज़न है जहां x y और z को एक स्फेरिकल पोलर कोओर्डिनट सिस्टम में ट्रान्स्फ़ोर्म किया जा सकता है तो हम ले सकते हैं तो अब हम dx dy dz की गणना कर सकते हैं फिर राइट साइड की तरफ हम dr d𝜃 और d𝜑 मैं गणना करेंगे और हम यहां x का मान रखते हैं जो है तो अंततः यहाँ r 0 से 1 तक और 𝜃 0 से 𝜋 तक और 𝜑 0 से 2𝜋 तक है तो हमारे पास है जो है और फिर dx dy dz जिसे drd𝜃d𝜑 में बदला जा सकता है यहाँ अब हम इस जैकोबियन की गणना यहां कर सकते हैं तो इस जैकोबियन की गणना करने के लिए हम उसी तरह काम करेंगे जो हमने पिछले उदाहरण में किया था और यह होगा जो पहले था तो हम प्राप्त करेंगे फिर के मान को प्रतिस्थापित करें और फिर यह पूरी टर्म एक त्रिकोणमितीय एक्स्प्रेसन देगी और फिर हम सबसे पहले 𝜑 के प्रति इंटेग्रेट करते हैं और फिर r के प्रति और बाद में r के रेस्पेक्ट में इंटेग्रेट करते हैं तो हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं हम पहले फ़ंक्शन 𝜑 को अलग करते हैं तब और अगर हम पहले r के संबंध में इंटेग्रेट करते हैं तो यह होगा तो अब हम r बराबर 0 और r बराबर 1 के लिए प्रतिस्थापन करते हैं तो यह टर्म जैसा है वैसा ही रहेगा और फिर यहाँ हमारे पास होगा यहां हम या तो इंडक्शन फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं या हम ट्ट्रिगोंनोमेट्रिकल फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं जिससे यह हो जाएगा और वहां से हम कुछ गणना कर सकते हैं और हम 𝜃 के रेस्पेक्ट में इस इंटेग्रल की वैल्यू का पता लगा सकते हैं और फिर हम इंटेग्रेट करते हैं जिससे हमें यहां केवल दो फेक्टर मिलते हैं जिससे हमें मिलेगा और फिर हम या लिख सकते हैं और वहां से हम इस इंटेग्रल की गणना कर सकते हैं या हम इंडक्शन फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं तो उन दोनों पर हम इंडक्शन फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं या अपने पारंपरिक परिणामों का उपयोग कर सकते हैं और फिर सरल करने के बाद हम प्राप्त करते हैं जोकि है और यह हमारी प्रोब्लेम का उत्तर है तो यहाँ दिए गए इंटीग्रांड थे और यह प्रतिस्थापन के सरल विधि से किया है हम पूरे इंटेग्रल को एक सरल तरीके से कर सकते हैं और फिर हम बस कुछ त्रिकोणमितीय फ़ौर्मूले जैसे आदि का उपयोग करते हैं और यह हमें इस इंटेग्रल की वैल्यू देगा क्योंकि अब हम यहाँ इस इंटेग्रांड की बजह से दो अलग इंटेग्रल कर रहे हैं तो यह एक हम घर पर कर सकते हैं यह अपने आप से भी हम कर सकते हैं और बस को लिख सकते हैं और को के फोर्मूले के रूप में लिख सकते हैं फिर इन दोनों इंटेग्रल को अलग अलग हल किया जा सकता है और फिर उन्हें प्र्तिस्थापित करने पर आपको उत्तर मिलेगा तो आप उन्हें एक त्रिकोणमितीय रूप में बदल देंगे यह सब कठिन नहीं है और यह दूसरा या तीसरा उदाहरण था जिसे हमने कवर किया यदि हमारे पास कुछ समय है तो हम एक और उदाहरण पर काम कर सकते हैं तो हम एक और उदाहरण पर विचार करते हैं एक और उदाहरण इसमे त्रिकोणमितीय रूप में बदले बिना ही हम यहां इसे हल करने का प्रयास करते हैं तो उदाहरण 3 इवेल्यूट जहां R स्फेयर का आंतरिक भाग है तो यहां समाधान यह भी है कि क्या करेंगे R वह रीज़न है जो स्फेयर का आंतरिक भाग है यहाँ हम कह सकते हैं रीज़न R स्फेयर S से बौंडेड है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं यह हमारी z अक्ष है यह हमारी y अक्ष है यह हमारा x अक्ष है और यह स्फेयर है यह त्रिज्या 1 है और यह संपूर्ण क्षेत्र R है इसलिए यह है क्षेत्र R और अगर हम फिर से 𝑥 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑𝑦 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑧 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 प्रतिस्थापित करते हैं तो यह मूल रूप से यह इंटेग्रल होगा यहाँ जब हम इसे स्फेरिकल पोलर कोओर्डिनट सिस्टम में बदलने के लिए कह रहे हैं तो r 0 से 1 तक चलेगा 𝜃 0 से 𝜋 तक चलेगा और 𝜑 0 से 2𝜋 तक चलेगा और फिर हम x y और z को प्र्तिस्थापित करते हैं जिससे इंटेग्रल की वैल्यू प्राप्त होगी इसलिए जब हम और y प्र्तिस्थापित करते हैं तो इस इंटेग्रल का मान 0 के बराबर होगा तो यह यहाँ है इसलिए यह प्रोब्लेम हमारे लिए इंट्रेस्टिंग नहीं होगी हम जो कर सकते हैं वहजैसी कंडिशन्स को लागू कर सकते हैं तो उस स्थिति में हम वास्तव में पहले चतुर्थांश में हैं और फिर पहले चतुर्थांश के लिए हमारे पास इंटेग्रल होगा तो हमने इन तीन शर्तों को लागू करके प्रोब्लेम को थोड़ा और दिलचस्प बना दिया है तो अगर हम इन तीन स्थितियों को लागू करते हैं तो इसका मतलब है कि x पहले चतुर्थांश में होगा y फिर से दूसरे चतुर्थांश में होगा और z भी होगा इसलिए y पहले चतुर्थांश में होगा और z भी पहले चतुर्थांश में इसका मतलब है कि वे दोनों x y और z अक्ष के पॉज़िटिव चतुर्थांश में हैं और फिर उस स्थिति में 𝜃 0 से 2 तक जाएगा और 𝜑 भी 0 से 2𝜋 तक जाएगा इसलिए हमने यहां लिखा है और अब यह जैकोबियन हम जानते हैं कि है तो हम यह लिखते हैं जोकि होगा और अब हम इन तीन इंटेग्रल को एक एक करके हल कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं तो यह वही है जो हमें मिलेगा और हम इसे अपने सामान्य त्रिकोणमितीय परिणामों से ज्ञात कर सकते हैं हम फिर से 𝑟 𝑠𝑖𝑛𝑡 को प्रतिस्थापित करते हैं और फिर वहां से हम इस फंकशन के इंटेग्रल को हल करने की कोशिश कर सकते हैं इन दोनों की गणना करना मुश्किल नहीं होगा तो यह 𝜋2 है और यह −𝑐𝑜𝑠𝜃 है तो 𝑐𝑜𝑠𝜋2 0 है और यह हमें 1 देगा तो इस इंटेग्रल की वैल्यू 1 है यह 𝜋2 है और इस की गणना कुछ त्रिकोणमितीय परिणामों का उपयोग करके काफी आसान होनी चाहिए और अंत में हम प्राप्त करेंगे यह 1 है और यह कैलक्युलेशन के बाद वैल्यू देगा तो यह 𝜋2 है यह 1 है और आपको इस भाग की वैल्यू की गणना करके प्र्तिस्थापित करना है और यही इस इंटेग्रल का उत्तर होगा इसलिए मैं स्टूडेंट्स के लिए गणना छोड़ रहा हूं क्योंकि यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है इस प्रकार यहाँ हमारे इंटेग्रल का क्षेत्र एक स्फेयर तीन अन्य कंडिशन्स से बौंडेड था जिसके सभी बिंदुओं x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के पॉज़िटिव साइड पर होना चाहिए जिसका अर्थ है हम पहले चतुर्थांश मैं हैं और इसलिए आपका r 𝜃 और 𝜑 क्रमशः 0 से 1 0 से 𝜋2 और 0 से 𝜋2 है और फिर हमने स्फेरिकल पोलर कोओर्डिनट सिस्टम का उपयोग करके x y z के मानों को प्रतिस्थापित किया और फिर हमें बस इस सरल गणना को करना है जोकि आपको आवश्यक उत्तर देगा तो इस उदाहरण में फिर से हमने देखा कि हम एक बौंडेड रीज़न पर ट्रिपल इंटेग्रल की गणना कैसे करते हैं हम इस प्रकार के कई और उदाहरणों पर भी काम कर सकते हैं आपको बस इतना करना है कि वेरिएबल्स x y और z के लिए रीज़न या डोमेन का पता लगाएं जिसके लिए हम वास्तव में इंटीग्रल कर सकते हैं और एक बार आपके पास रीज़न है तो इंटेग्रल या ट्रिपल इंटेग्रल हल करना काफी आसान होगा जैसा कि हमने इन उदाहरणों में देखा तो हम आपके असाइनमेंट शीट में कुछ और उदाहरणों को शामिल करने का प्रयास करेंगे ताकि आप उनका अभ्यास कर सकें और उन पर सटीक काम कर सकें अब हम ट्रिपल इंटेग्रल पार्ट को यहां रोक देंगे और अगली कक्षा में हम एरिया ऑफ प्लैन रीज़न से शुरुआत करेंगे तो आज के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ